इसलिए इंजीनियरिंग गणित II पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह विशेष कार्यों के लैपलेस परिवर्तन पर व्याख्यान संख्या 57 है तो इस व्याख्यान में हम दो प्रकार के विशेष कार्यों को शामिल करेंगे एक आवधिक कार्य है और दूसरा त्रुटि कार्य है तो एक आवर्त फलन का लाप्लास रूपांतर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आवर्त फलन क्या है तो मान लें कि f आवर्त फलन है जिसका आवर्त है जिसका अर्थ है कि f𝑡 T f𝑡 के बराबर होगा और उस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि इस तरह के एक आवधिक फ़ंक्शन के लाप्लास परिवर्तन की गणना इस सरल सूत्र द्वारा की जा सकती है जो कहता है कि 11 e sTजो बाहरी अभिन्न है और फिर इंटीग्रल 0 से कैपिटल Te stfdt सामान्य तक होगा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आता है इसलिए इस 0 से ∞ का मूल्यांकन करने के बजाय आमतौर पर यह लाप्लास इंटीग्रल जो कहता है कि 0e stfdt हम क्या कर सकते हैं यदि हम जानते हैं कि यह फ़ंक्शन एक आवधिक कार्य है तो हम इस एकीकरण को 0 से T तक कर सकते हैं जो स्पष्ट रूप से बहुत आसान है और फिर हमें इस कारक से गुणा करना होगा तो हम इस सूत्र को कैसे प्राप्त करते हैं कि हम यहां एक नज़र डाल सकते हैं इसलिए यदि हम f𝑡 के लाप्लास रूपान्तरण की गणना करते हैं जो कि गणना के लिए परिभाषा या सूत्र है जहां इस e stfdt के साथ इंटीग्रल 0 से ∞ तक जाएगा तो इस समाकलन को हम दो भागों में विभाजित करेंगे इसलिए पहले 0Te stfdt और फिर यह Te stfdt है तो यह एक अभिन्न की सामान्य संपत्ति है और फिर हम इस दूसरे इंटीग्रल में 𝑡 𝜏 T को प्रतिस्थापित करेंगे अर्थात यहाँ यह 𝜏 T को प्रतिस्थापित करेगा और 𝑡 को t द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा इस को 𝜏 T द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह dt d𝜏 होगा और सीमाएं बदल दी जाएंगी इसलिए जब यह t कैपिटल T था तो 𝜏 0 हो जाएगा और जब t ∞ हो जाएगा तो उस स्थिति में 𝜏 भी ∞ होगा तो ये यहां के लिए सीमाएं हैं यह नया चर तो अब हमें क्या मिलेगा अब सीमा 0 से ∞ और e t और 𝜏 T है और यहाँ भी 𝜏 T और d𝜏 है तो अब हमारे पास यह समाकलन है और हम आवर्त फलन के इस गुण का उपयोग कर सकते हैं जो कहता है कि 𝑓𝜏 𝑇 𝑓𝜏 तो इसे फिर से इस f𝜏 से बदला जा सकता है इसलिए हमारे पास f𝑡 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है क्योंकि बदलने के बाद दूसरा इंटीग्रल 0e 𝜏Tf𝜏d𝜏 बन जाएगा जहां हम e sT निकाल सकते हैं क्योंकि यह शब्द 𝜏 पर निर्भर नहीं करता है और फिर हमारे पास 0e 𝜏Tf𝜏d𝜏 है और यह फिर से f का लाप्लास रूपांतर है तो यह वही है जो यहां लिखा गया है इसलिए हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारे पास 𝐿𝑓𝑡 इस टर्म 0Te stfdte sT𝐿𝑓𝑡 के बराबर है इसलिए हम इस पद को बाईं ओर ला सकते हैं और फिर हम इस पद को1 e sT से विभाजित कर सकते हैं और हमें यह सूत्र मिला जो कहता है कि 𝑓𝑡 का लाप्लास परिवर्तन जब 𝑓𝑡 अवधि 𝑇 का आवधिक कार्य है तो इसका मूल्यांकन इस 11 e sT0Te stfdt द्वारा किया जा सकता है हम इस सूत्र का उपयोग करके कुछ उदाहरणों के माध्यम से जा सकते हैं इसलिए यदि आप इस फ़ंक्शन f𝑡 के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को खोजना चाहते हैं जिसे 0 से 2 तक परिभाषित किया गया है तो यहां 0 से 1 की सीमा में यह 1 और 1 से 2 है यह इस 𝑓𝑡 2 𝑓𝑡 के साथ 0 है𝑡 सकारात्मक के लिए समाधान पर आते हैं इसलिए हम आवधिक कार्य के लिए सूत्र के बारे में जानते हैं क्योंकि यह फ़ंक्शन 2 अवधि के साथ आवधिक कार्य है तो इस T को यहां 2 और फिर 02e stfdt से बदल दिया जाएगा और वह भी अब 0 से 2 तक इसे 0 से 1 में 1 के रूप में परिभाषित किया गया है अन्यथा यह 0 है तो मूल रूप से हम इस अभिन्न 01e stfdt के साथ बने हुए हैं और 𝑓𝑡 यहां 1 है और फिर हमें 𝑡 से अधिक एकीकृत करने की आवश्यकता है तो e st का एकीकरण e sT s है इसलिए यह 1s और फिर e st और फिर हमें इन सीमाओं को प्रतिस्थापित करना होगा तो हमारे पास e s और फिर 1 है यहाँ हम कुछ और सरलीकरण कर सकते हैं इसलिए यहाँ यह 1 e 2s है यह a2 b2 जैसा है जिसे 1e s के रूप में लिखा जा सकता है तो यह वहाँ और इस ऋण चिह्न के साथ यह फिर से 1 e s है इसलिए यह शब्द 1 e s के साथ रद्द हो जाएगा और फिर हमें 1s1e s मिलेगा तो यह इस दिए गए आवर्त फलन का लाप्लास रूपांतर है अगली समस्या में हम इस फ़ंक्शन के लिए लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म को खोजना चाहते हैं यहां फिर से हमारे पास अवधि 2𝜋 के साथ आवधिक कार्य है और इसे परिभाषित किया गया है कि 0 से 𝜋 की सीमा में यह sin 𝑡 है अन्यथा यह 0 है तो हम फिर से इस सूत्र 11 e 2𝜋s02𝜋e stfdt को लागू करेंगे यह 2𝜋 अवधि है तो फिर से इसे 0 से 𝜋 केवल के लिए परिभाषित किया गया है तो यहाँ हम इस समाकल को 0 से 2𝜋 तक 0 से 𝜋 तक और फिर 𝜋 से 2𝜋 तक तोड़ सकते हैं और यह भाग 0 होगा क्योंकि फलन 0 है और पहले मामले में हमारे पास 0𝜋e stsin t dt है तो हमारे यहां यह स्थिति है कि यह अभिन्न 02𝜋e stfdt 0𝜋e stsin t dt जिसे फिर से भागों द्वारा एकीकृत किया जा सकता है तो यहाँ यह sin 𝑡 है जब हम एकीकरण करते हैं तो यह cos 𝑡 होगा और फिर हमारे पास e st और ० से 𝜋 तक की सीमा है और फिर हमारे पास शून्य से ० से 𝜋 है ऋण से ऋण के लिए प्लस होगा यह sin 𝑡 जब हम इस cos 𝑡 और e st को −s के साथ लिखते हैं और फिर हमारे पास 𝑑𝑡 है तो हम इस एकीकरण को यहां भागों द्वारा कर सकते हैं वास्तव में हमारे पास 1 होगा इसलिए यह cos 0 1 है और e0 भी 1 है और इसे 𝜋 लिखते समय और इसलिए हमें यह cos 𝜋 मिलेगा जो −1 है और फिर जो e 𝜋s पहला टर्म बन जाएगा और यहां हमें फिर से भागों द्वारा एकीकरण करने की आवश्यकता है तो −𝑠 हमारे पास यह पहले से ही है और फिर यह cos 𝑡 होगी sin 𝑡 और e st होगा जिसकी सीमा 0 से 𝜋 माइनस होगी और फिर यहां 0 से 𝜋 होगी और हमारे पास −s के साथ0𝜋e stsin t dt होगा जो बन जाएगा वहाँ s तो यह शब्द 𝜋 और 0 के कारण गायब हो जाएगा और यहां हमारे पास यह s2 है इसलिए क्योंकि यह फिर से अभिन्न अंग है जिसके साथ हमने शुरुआत की है तो यहाँ हम कहते हैं कि यह फिर से 𝐼 है और यह 𝐼 के बराबर था इसलिए यह 𝐼 हम इस इंटीग्रल के मूल्य को बाईं ओर ला सकते हैं तो हमारे पास होगा 1s2I और दायीं ओर यह पद तो यह इंटीग्रल हमें बिल्कुल 1e 𝜋s1s2 देता है और फिर हमारे पास यह 𝑓𝑡 है कि 𝑓𝑡 का लैपलेस 11 − e 2𝜋s है और फिर यह पद यहाँ से आ रहा है 1e 𝜋s1s2 तो 11s2और फिर हमारे पास 1 − e 𝜋s है क्योंकि इस पद के साथ फिर से इस पद को रद्द कर दिया जाएगा और क्योंकि इसे 1 − e 𝜋s और 1 e 𝜋s के रूप में लिखा जा सकता है तो यह 1 e 𝜋s इस 1 e 𝜋s के साथ रद्द हो जाएगा और हमें 11s21 e 𝜋s मिलेगा तो यह इस वांछित फ़ंक्शन का लाप्लास रूपांतरण है उदाहरण के लिए हम इस वर्ग तरंग के इस लाप्लास परिवर्तन को इस अवधि T के साथ खोजना चाहते हैं जिसे 0 से T2 में h के रूप में परिभाषित किया गया है और फिर T2 से इस T तक इसे h के रूप में परिभाषित किया जाता है और फिर यह एक आवर्त फलन है इसलिए हम फिर से उसी विचार को लागू कर सकते हैं कि एक आवर्त फलन का लैपलेस परिवर्तन 11 e sT0Te stfdtहै तो यहां हम इसे फिर से दो भागों 0 से 𝑇2 में तोड़ सकते हैं जहां फ़ंक्शन को ℎ और 𝑇2 के रूप में परिभाषित किया गया है T के लिए जहां फ़ंक्शन को इस −ℎ के रूप में परिभाषित किया गया है तो इसे एकीकृत किया जा सकता है क्योंकि यहाँ h नहीं है T पर निर्भर करता है इसलिए हमारे पास हैe st और एकीकरण होगा e sT s जहां हमें मिलेगा 1 − e sT जब हम निचली और ऊपरी सीमा को प्रतिस्थापित करते हैं इसी तरह यहाँ हम इसे −ℎ वहाँ ला सकते हैं और फिर से हम एकीकृत कर सकते हैं जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें यह शब्द मिलेगा जिसे इस hs के लिए और अधिक सरल बनाया जा सकता है स्वाभाविक hs रूप से वहाँ है और यह शब्द यहाँ इस ब्रैकेट में है जो है 1 − e sT22 क्योंकि यह 12 वहाँ 1 है और2 है और यह तब आता है जब 2 गुना उत्पाद तो यह इसका पूरा वर्ग है और फिर यहाँ विभाजन में हमारे पास 1 − e sT2और 1 e sT2 है तो इस अवधि के साथ फिर से यह अवधि रद्द हो जाएगी और हमारे पास 1 e sT2 है और फिर हमारे पास 1 e sT2 है तो अवधि T के साथ इस तरह के एक वर्ग तरंग समारोह के लाप्लास परिवर्तन के लिए यह अंतिम उत्तर है अब हम एरर फंक्शन की ओर बढ़ेंगे जिसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग हैं तो इस त्रुटि फ़ंक्शन को erf2√𝜋0te u2du के त्रुटि फ़ंक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है एक और फ़ंक्शन है जिसे मानार्थ त्रुटि फ़ंक्शन कहा जाता है और इसे 1 erf के रूप में परिभाषित किया जाता है इसलिए यदि हमारे पास यह 1 ऋण है और यदि हम उस स्थिति में इसे 2√𝜋0te u2du लिखते हैं इसलिए यदि हम इसे यहाँ 2√𝜋 सामान्य लेते हैं तो यह यह हो जाएगा इसलिए कोष्ठक तो √𝜋2 इस 1 0te u2duके लिए और हम इस लाप्लासियन इंटीग्रल को बदल सकते हैं जो 0e u2du है और फिर हमारे पास 0te u2du है तो इसे फिर से 2√𝜋 के रूप में लिखा जा सकता है और यह इंटीग्रल अब t से ∞ तक te u2du के रूप में जा सकता है तो यह एरर फंक्शन है कॉम्प्लिमेंट्री एरर फंक्शन जो बिल्कुल यहाँ दिया गया है तो 2√𝜋te u2du तो त्रुटि फ़ंक्शन में हमारे पास 0te u2du है और इसके बजाय हमारे पास मानार्थ भाग है इसलिए te u2du और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि त्रुटि फ़ंक्शन संभाव्यता आंकड़ों में प्रकट होता है उदाहरण के लिए कुछ आंशिक अंतर समीकरणों के समाधान में भी जिन्हें हम पिछले व्याख्यान में देख सकते हैं तो उदाहरण के लिए √𝑡 के एरर फंक्शन के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को कैसे खोजें तो समाधान के लिए आ रहा है इसलिए हमारे पास 𝑡 की परिभाषा त्रुटि फ़ंक्शन 2√𝜋0te u2du है तो √𝑡 के एरर फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 2√𝜋0e u20√𝑡e x2dx dt के बराबर है क्योंकि यह त्रुटि फ़ंक्शन 2√𝜋0√𝑡e x2dx है तो वह लाप्लास है लाप्लास के लिए हमारे पास इस समाकल में e st और d𝑡 हैं तो यह √𝑡 के एरर फंक्शन का लैपलेस है अब हम इन दो समाकलनों के समाकलन के क्रम को बदल देंगे तो आदेश d𝑥 d𝑡 है और अब हम इसे d𝑡 d𝑥 के रूप में फिर से लिखेंगे और फिर हम इस समाकलन में कुछ सरलीकरण देखेंगे तो बस ध्यान दें कि यदि हम यहाँ t अक्ष लेते हैं और यहाँ हम x अक्ष लेते हैं तो इस आंतरिक समाकल में x 0 से √𝑡 तक भिन्न हो रहा है इसलिए x 0 के बराबर है अर्थात t अक्ष और फिर हमारे पास 𝑥 √𝑡 है जिससे यह रेखा यहाँ है और अब हम इस परास को देखना चाहते हैं x के लिए क्या है हम इस ग्राफ में 0 से इस √t में बदल रहे हैं और फिर t के लिए यह 0 से ∞ तक जा रहा है इसलिए यह हमारे एकीकरण का क्षेत्र होने जा रहा है और हम इसे बदलना चाहते हैं तो वही रखें लेकिन हमें अब क्रम बदलना होगा अब हम d𝑡 d𝑥 रूप में लिखेंगे अर्थात इस संबंध में पहले हम कहेंगे तो यह इस ग्राफ से ∞ तक जाएगा इसका मतलब है कि यह 𝑥 √𝑡 कुछ और नहीं बल्कि x2t है यानी t की सीमाओं के लिए हम इस x2 से ∞ तक जाएंगे और फिर यह x2 से ∞ तक जाएगा और यह x अब 0 से ∞ तक जाएगा क्योंकि इस भाग को हमने पहले ही कवर कर लिया है कि यह हमेशा x2 से ∞ तक जाएगा और फिर संभावित मान जहां 𝑥 बदल जाएगा 0 से ∞ है तो वह बाहरी हिस्सा होगा तो x के लिए हमारा अभिन्न अब सीमा 0 से ∞ होगी और 𝑑𝑡 भाग के लिए यहहोगी x2 से इस तक इसलिए समाकलन के क्रम में इस परिवर्तन के होने पर अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ देखें कि ex2 क्योंकिसंबंध में t हम आसानी से आंतरिक समाकलन को एकीकृत कर सकते हैं क्योंकि यहां e st जिसे एकीकृत किया जा सकता है और वह e sT s होगा लेकिन फिर हमें इन सीमाओं को x2 से ∞ तक रखना होगा इसलिए t के बजाय e sx2 हमारे पास x2 होगा और जब ∞ वह 0 हो जाएगा तो e stdt e sT s के इस एकीकरण के परिणामस्वरूप आपके पास केवल यही भाग होगा तो हम गठबंधन कर सकते हैं इसलिए हमारे पास 1s हैं और फिर e x2 sx2 हैं इसलिए यदि हम x2 उभयनिष्ठ लें तो हमारे पास यह e s1x2 है और इस पर हमने किसी भी तरह से विचार किया है इसलिए यह पहले से ही है और अब इसलिए हम √s1u को प्रतिस्थापित कर सकते हैं ताकि हमें e u2 रूप प्राप्त हो तो इस प्रतिस्थापन के बाद हमारे पास dx 1S1 है तो इस प्रतिस्थापन के लिए जा रहे हैं यह 1S1 और वहाँ एक s है तो वह कारक सामने आएगा और फिर हमारे पास 0e u2du होगा सीमाओं के संबंध में वे वही रहेंगे क्योंकि यह केवल एक कारक स्थिर कारक है तो u के लिए 0 से ∞ और हम इस समाकल को जानते हैं यह 𝜋2 है इसलिए यहाँ हमारे पास 2𝜋 और फिर 𝜋2 है अतः हमें 1sS1 प्राप्त होता है तो √𝑡 के एरर फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म 1sS1 में लिखा गया है खैर तो अब हम kt के एरर फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म पाएंगे और अंत में हम दिखाएंगे कि इस गणना के बाद L इसका उलटा है e 2kss का लैपलेस व्युत्क्रम एरर फंक्शन होगा kt का कॉम्प्लिमेंट्री एरर फंक्शन अब समाधान पर आते हैं हम जानते हैं कि त्रुटि फ़ंक्शन की परिभाषा और हम इस लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म को kt के इस त्रुटि फ़ंक्शन पर लागू करेंगे तो यह ukt यहाँ का ग्राफ है तो एकीकरण के क्षेत्र को देखते हुए यह 𝑢 इस दिशा में 𝑢 0 से हमेशा इस ग्राफ पर जा रहे हैं और फिर 𝑡 के लिए समग्र सीमा 0 से ∞ है और फिर हम एकीकरण के इस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं अब बदलाव के लिए इसका मतलब है कि हम dt चाहते हैं और फिर वहां du तो अब सीमाओं के संबंध में आंतरिक जो कि 𝑡 है इसलिए यहां इस ukt को tk2u2 के रूप में लिखा जा सकता है तो अब t की सीमा 0 से इस ग्राफ तक जाएगी जिसका अर्थ है कि t 0 से जाएगा और यह k2u2 होगा और फिर बाहरी के लिए u के लिए फिक्स सीमा 0 से ∞ होगी इसलिए अब हम इन सीमाओं को बदल सकते हैं और हमें t के लिए 0 से k2u2 मिलेगा और uu के लिए हमें 0 से ∞ मिलेगा तो यह त्रुटि फ़ंक्शन kt में 2𝜋 है हमारे पास 1s है क्योंकि हम अब इसे एकीकृत कर सकते हैं यह केवल t पर निर्भर करता है तो हमारे पास e st s है जो पहले से ही 1s है और फिर हम ऊपरी सीमा और फिर निचली सीमा डाल सकते हैं अतः हमें प्राप्त होगा तो त्रुटि फ़ंक्शन 2𝜋 है हमारे पास 1s है और यह पहला इंटीग्रल है जो e u2 है 𝜋2 है और फिर इस माइनस साइन के साथ हमारे पास u वर्ग पर e u2 sk2u2 है और फिर हमारे पास 𝑑𝑢 है तो 2𝜋1s हमारे यहां 𝜋2 है और फिर घटा यह इंटीग्रल 𝐼 है इसलिए अब हमें इस इंटीग्रल 𝐼 का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जो कि 0e u2 sk2u2du है तो हमारे पास यह स्थिति है त्रुटि फ़ंक्शन kt का लैपलेस रूपांतरण हमने इस रूप में फिर से लिखा है जहां यह 𝐼 0e u2 sk2u2du द्वारा दिया गया है इसलिए हम इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करेंगे और फिर यहां स्थानापन्न करेंगे हमें इस एरर फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म मिलेगा तो यहाँ चाल यह है कि हम इस अंतर समीकरण को इस अभिन्न से प्राप्त करेंगे इसलिए यदि हम इस 𝐼 को अलग करते हैं तो मैं इस wrt S को अलग करता हूं इसलिए हमें 𝑑I𝑑S मिलेगा और यहां हमें अब अंतर करना होगा ताकि0e u2 sk2u2du हो और इसका व्युत्पन्न जो सिर्फ k2s2 है तो वह व्युत्पन्न है जो हमारे पास 𝐼 के लिए है और फिर हम k2u2 का निरीक्षण करते हैं इसलिए k2 को वैसे भी बाहर ले जाया जा सकता है तो हम यहाँ एक प्रतिस्थापन करेंगे कि sku2x इसलिए कि यहाँ हमें x2 का एक पूर्ण वर्ग पद प्राप्त होगा और देखते हैं कि इस प्रतिस्थापन के बाद क्या निकलता है तो इस प्रतिस्थापन के साथ हमें वह sku2dudx मिला और यहां एक कारक है sku2 तो dIds ks0e x2 sk2x2du तो 𝑘 यहाँ से दिखाई देगा और फिर हमारे पास इस वजह से √𝑠 होगा तो हमें यह मिलेगा ks सीमाएं वही रहेंगी वे बदल जाएंगी लेकिन इस ऋण चिह्न के साथ हम फिर से उसी पर वापस आ सकते हैं अन्यथा इस u और x के कारण यह स्थिति हमें ∞ से 0 मिल जाएगी लेकिन यह ऋण साइन फिर से 0 से ∞ पर वापस आ जाएगा और यह माइनस साइन अभी भी है तो हमारे पास ks और e u2 टर्म k है जब हम इसे u से प्रतिस्थापित करते हैं तो u2 sk2x2बन जाएगा तो हम इस ऋण चिह्न के साथ फिर से sk2x2 हैं और दूसरा पद x2 हो जाएगा और हमारे पास 𝑑𝑥 होगा तो क्या दिलचस्प है कि हम उसी इंटीग्रल पर वापस आ रहे हैं जिसे हमने 0e x2 sk2x2dx से शुरू किया है वहां 𝑢 के बजाय हमारे पास x है लेकिन इंटीग्रल का मान समान है इसका मतलब है कि हमें फिर से यह I मिला है इसलिए हमारे पास ksI है और अब हम इसे 𝐼 को बाईं ओर 𝑑𝐼 पर ला सकते हैं इसलिए मूल रूप से वियोज्य समीकरण द्वारा और हम इसे एकीकृत कर सकते हैं तो हम 𝐼𝑠 −2𝑘√𝑠 ln प्राप्त करेंगे जहां ln केवल एक मनमाना स्थिरांक है जिसे हमने वहां जोड़ा है तो मूल रूप से हमें 𝐼𝑠 Ce 2ks मिला और इस स्थिरांक की गणना करने के लिए हमारे पास पहले से ही जानकारी है कि 𝐼 0 पर है इसलिए जब यह s 0 है तो यह𝐼 𝑐 है इसलिए जब 𝑠 0 है तो हम 0e u2du को इस अभिन्न के रूप में जाना जाता है जिसका मान 𝜋 2 तो इसके साथ हम अपना स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं इसलिए स्थिरांक केवल वही मान 𝜋2 होगा इसे प्रतिस्थापित करने पर हमें यह 𝐼𝑠 पद 𝜋2e 2ks प्राप्त हुआ तो अब हम इसे वहां स्थानापन्न कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा हमें 𝜋2 मिलेगा और 𝐼 के लिए हमने इसे 𝜋2e 2ks से बदल दिया है इसलिए यदि हम इस 𝜋2 को बाहर लाते हैं तो हमारे पास 1 e 2ks है और यह इस त्रुटि फ़ंक्शन का लैपलेस ट्रांसफ़ॉर्म है जिसे kt के रूप में लिखा जाता है अब यह परिणाम होने पर कि kt के त्रुटि फ़ंक्शन का लैपलेस रूपांतरण इस अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है अब हमें यह जानने की जरूरत है कि e 2kss का लाप्लास व्युत्क्रम क्या है और ठीक यही शब्द वहाँ बैठे हुए है तो अब हम क्या करेंगे यदि हम इस एक का उलटा परिवर्तन लेते हैं तो इस समस्या में यह दूसरा प्रश्न था कि इस फ़ंक्शन का लाप्लास रूपांतर क्या है जो वास्तव में इस मूल्यांकन के बाद हम देखते हैं कि इस लाप्लास परिवर्तन में ऐसा शब्द मौजूद है kt का त्रुटि कार्य तो अब अगर हम यहां उलटा लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें त्रुटि फ़ंक्शन मिलेगा ktलैपलेस व्युत्क्रम 1s के बराबर है और लाप्लास e 2kss का उलटा है तो इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म की रैखिकता का उपयोग यहां किया जाता है और हम 1s के लाप्लास व्युत्क्रम के इस मूल्य को जानते हैं हमारे पास वहां 1 है और फिर इस फ़ंक्शन e 2kss का माइनस लैपलेस व्युत्क्रम है तो हमें क्या मिलता है e 2kss का लाप्लास व्युत्क्रम वह है जहाँ यह त्रुटि फ़ंक्शन दाईं ओर जा सकता है तो हमारे पास 1 − erf kt है और यह हमने शुरुआत में देखा है कि यह एरफ 1 माइनस एरर फंक्शन k ओवर स्क्वायर रूट t हम इसे 1 − erf kt को इस तर्क kt के कॉम्प्लिमेंट्री एरर फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं इसलिए त्रुटि फ़ंक्शन या त्रुटि फ़ंक्शन के रूप के कई अन्य संयोजन हो सकते हैं जिससे हम इस तरह से लैपलेस परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं यहाँ हमने इस कनवल्शन प्रमेय का उपयोग किया है जिसकी चर्चा हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं उदाहरण के लिए हम 1s के लाप्लास व्युत्क्रम का मूल्यांकन कर सकते हैं और परिणाम त्रुटि फ़ंक्शन के संदर्भ में होगा जिसे हम एक मिनट में देख सकते हैं तो हम जानते हैं कि 1t का लाप्लास Γ 1 2 s है जिसका अर्थ है कि 1s बटा 1 वर्गमूल s का लाप्लास व्युत्क्रम 1t𝜋 है क्योंकि Γ 1 2 ताकि इस तरफ जाएं तो हमें यह लाप्लास प्रतिलोम मिला और हम 1 के लाप्लास प्रतिलोम को भी जानते हैं और अब यह कनवल्शन प्रमेय कहता है कि इन दोनों लाप्लास के गुणनफल का लाप्लास व्युत्क्रम दो कार्यों के कनवल्शन उत्पाद द्वारा दिया जा सकता है तो एक फलन 1t𝜋 है दूसरा एक et है तो हमें अब इस कनवल्शन की गणना करनी होगी इसका मतलब है कि 0tet 𝜏𝜏𝜋 d𝜏 इसलिए et को बाहर ले जाया जा सकता है इसलिए हमारे पास et𝜋 है और 0te 𝜏𝜏 d𝜏 वह यहाँ शेष भाग है अतः यदि हम यहाँ 𝑢 √𝜏 को प्रतिस्थापित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा 𝑑𝑢 𝑑𝜏 होगा और यह 𝜏 और यह 𝜏 रद्द हो जाएगा क्योंकि 12𝜏 𝑑𝑢 होगा इसलिए इसे प्रतिस्थापित करने के बाद हमें 2et𝜋 0te u2du मिलेगा जहां हम अब त्रुटि फ़ंक्शन की परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं जो कि 2𝜋 0te u2duहै तो हमारे पास इस et का और √𝑡 एरर फंक्शन है तो यह एक और तरीका है जहां हम कुछ कार्यों के विपरीत प्राप्त कर सकते हैं और अंत में हमें यह इंटीग्रल मिला है जो √𝑡 के त्रुटि फ़ंक्शन के अलावा और कुछ नहीं है तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और अब निष्कर्ष पर आते हुए हमने यहां दो कार्यों पर चर्चा की है एक आवर्त फलन है इसलिए यदि 𝑓 आवर्त फलन है तो इस समाकल का उपयोग करके इसके लाप्लास रूपान्तरण का मूल्यांकन किया जा सकता है जो अब समाकलन 11 e sT0Te stfdtनहीं है और फिर एरर फंक्शन जिसे इस इंटीग्रल द्वारा परिभाषित किया गया है और हमने एरर फंक्शन के विभिन्न रूप देखे हैं जिनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म का आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए धन्यवाद